स्वागत है छात्रों हम लागत पत्रक की तैयारी या लागत के विवरण के बारे में जानने की प्रक्रिया में हैं मैंने लागत पत्रक और लागत पत्रक की प्रासंगिकता और लागत पत्रक की तैयारी के बारे में पर्याप्त रूप से चर्चा की है इसलिए अब हम व्यावहारिक रूप से एक या दो समस्याओं के लिए जिसकी जानकारी कुछ रिसोर्सेज से ली गई है के लिए लागत पत्रक तैयार करेंगे हम पहले लागत पत्रक तैयार करेंगे और फिर हम लागत पत्रक का विश्लेषण करेंगे कि यह प्रबंधकों के लिए या फर्मों में निर्णय करने वालों के लिए कैसे प्रासंगिक है लागत पत्रक तैयार करने के लिए उप लागत के विभिन्न प्रकार अंत में कुल लागत पर पहुँचेंगे और फिर फर्म में उत्पादन की कुल लागत में लाभ हिस्से को जोड़कर बिक्री मूल्य की गणना करना एक बात मैं यहां आपके साथ साझा करना चाहता हूं और यह स्पष्ट करना है कि उत्पाद के संबंध में लागत पत्रक तैयार होता है प्रत्येक उत्पाद के लिए हमें स्वतंत्र लागत पत्र तैयार करना होगा और सभी उत्पादों के लिए एक ही लागत पत्रक नहीं है क्योंकि विभिन्न उत्पादों के लिए अलग अलग सामग्री श्रम के विभिन्न कंपोनेंट्स अलग अलग ओवरहेड्स की आवश्यकता होती है इसलिए अलग अलग उत्पादों में इनपुट की आवश्यकता अलग होती है जोकि उत्पाद के गुण उत्पाद का आकार उत्पाद की प्रकृति और मूल्य पर निर्भर होती है जो हम बाजार से वसूलने जा रहे हैं आप मेरे साथ सहमत होंगे कि कंपनियां विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती हैं कुछ प्रीमियम उत्पाद हैं कुछ बड़े पैमाने पर उपभोग के उत्पाद हैं जहां कम आय वर्ग वाले लोग भी आवश्यकता पड़ने पर उत्पाद ख़रीद सकते हैं और यहां तक कि आराम और विलासिता के मामले में भी विभिन्न श्रेणियों में उत्पाद निर्मित होते हैं सही है ना इसलिए लागत नियंत्रण सभी उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतत हमें इसका निर्धारण करना होगा इसका मतलब है कि हमें विक्रय मूल्य के साथ मिलान नहीं करना होगा बल्कि बाजार में विक्रय मूल्य के साथ मिलान करना होगा क्योंकि विक्रय मूल्य किसी और द्वारा तय किया जाता है फर्मों द्वारा नहीं बल्कि बाजार की शक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाता है इसलिए उन्हें कॉमन डिनॉमिनेटर के रूप में उन्हें बिक्री को ध्यान में रखना होगा और बाजार में बिक्री मूल्य को ध्यान में रखना होगा उन्हें लागत का मिलान करना होगा लागत को कम करना होगा और मुनाफ़े को अधिकतम करना होगा तो आइए देखें कि लागत पत्रक कैसे तैयार करें और लागत पत्रक के विभिन्न घटक तत्व क्या हैं इसलिए लागत पत्रक का प्रारूप बहुत सरल है और इस प्रारूप में यह कुछ भी जटिल नहीं है इसलिए जब हम प्रारूप के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि यह लागत का प्रारूप है और इस प्रारूप में हमें अब मूल्य को जोड़ना होगा इसलिए यहां हम लागत पत्रक का शीर्षक लिख रहे हैं लागत का विवरण या आप इसे लागत पत्रक के रूप में लिख सकते हैं अल्फा इंडिया लिमिटेड की लागत का विवरण यह एक कंपनी है इसलिए हम यहां एक लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं और यदि आप यहाँ दी गई जानकारी को देखते हैं तो यह कुल जानकारी है जिसे मैंने कुछ स्रोत से प्राप्त किया है और यह जानकारी लागत के सभी विभिन्न कंपोनेंटसे संबंधित है उदाहरण के लिए हमारे पास सामग्री के बारे में जानकारी है हमारे पास मजदूरी के बारे में जानकारी है हमारे पास खर्चों प्रत्यक्ष खर्चों की जानकारी है फिर हमारे पास कुछ कारखाने हैं फिर हमारे पास कुछ प्रशासनिक ओवरहेड्स हैं फिर हमारे पास कुछ बिक्री और वितरण ओवरहेड है तो हमारी भूमिका या लागत लेखा कार की भूमिका यह है कि दी गई जानकारी से उसे यह पता लगाना है कि कौन सी जानकारी उसके लिए महत्वपूर्ण है और उस जानकारी को कैसे ध्यान में रखा जाए उदाहरण के लिए यह कुल जानकारी सभी जानकारी हमारे उपयोग की नहीं हो सकती है ठीक है इसलिए हम एक जटिल विवरण तैयार नहीं कर रहे हैं या ऐसा विवरण जहां हमें इन सभी वस्तुओं को लेना है क्योंकि वे यहाँ दिए गए हैं उन्हें निर्णायक को भ्रमित करने के लिए कुछ अतिरिक्त आइटम दिए जा सकते हैं उदाहरण के लिए कक्षा में एक छात्र के रूप में या परीक्षा में हो सकता हैं आपको कुछ अतिरिक्त या कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी जा सकती है जो लागत पत्र का विषय नहीं है तो आपको यह पता लगाना होगा कि कौन सा घटक लागत पत्रक से संबंधित है और कौन सा घटक नहीं है इसलिए हमें उस जानकारी को पहचानना है और उस जानकारी को लागत पत्रक में ले जाना है तो अब यह बहुत ही सरल विवरण के साथ अल्फ़ा इंडिया की लागत का विवरण है और हमें इस विवरण को तैयार करना शुरू करना है सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लागत पत्रक में लागत के 4 अलग अलग प्रकार हैं ठीक है पहली लागत शीट में उदाहरण के लिए प्रमुख लागत दूसरा कारखाना लागत है फिर उत्पादन की लागत सी ओ पी है फिर बिक्री की लागत है जो सीओएस है और अंत में कुल लागत है बिक्री की लागत कभी कभी कुल लागत होती है इसलिए हम यह पता लगाना चाहते हैं यह हम बिक्री की लागत या कुल लागत का पता लगाना चाहते हैं और एक बार जब कुल लागत हमारे पास उपलब्ध है तो हम लाभ हिस्सा और उसी तरह से विक्रय मूल्य भी निर्धारित कर सकते हैं आम तौर पर विक्रय मूल्य जो हम बाजार से लेते हैं और हम विक्रय मूल्य के साथ अपनी लागत का मिलान करते हैं लागत को कम करने का प्रयास करते हैं ताकि लाभ अधिकतम हो तो सबसे पहले अब हमारे पास जो है वह यह है कि हमें लागत के पहले उप घटक या उप लागत की गणना करनी होगी और उनकी उप लागत मुख्य लागत है हम कुल लागत की बिक्री की लागत पर सीधे नहीं कूदते हैं पहले हमें प्रमुख लागत की गणना करनी होगी पहले हमें प्रमुख लागत की गणना करनी होती है तो प्रमुख लागत में हम केवल तीन चीजों पर ध्यान देते हैं पहली चीज प्रत्यक्ष सामग्री है दूसरा घटक जो हम यहां ले जा रहे हैं वह प्रत्यक्ष श्रम है या इससे पहले कि मैं यहां एक और कॉलम जोड़ूंगा जैसा कि कॉलम में हमने शीर्षकों को यहां नहीं रखा है इसलिए हम पहले यहां शीर्षकों को लिखें और इस शीट के शीर्षक कुछ होंगे पर्टिकुलर ये वास्तव में पर्टिकुलर हैं यह प्रति इकाई लागत है कभी कभी हम प्रति इकाई लागत की गणना भी करते हैं यदि हमें इकाइयों की कुल संख्या दी जाए जो हम बाजार में निर्माण और बिक्री कर सकते हैं और फिर कुल लागत है इसलिए यहां तक कि हम कुल लागत का पता लगाने में सक्षम हैं और हम जानते हैं कि हम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि प्रति यूनिट लागत की गणना करना बहुत आसान है इसलिए यहां हम प्रति यूनिट लागत की गणना नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाजार में उत्पादन और बिक्री के लिए इकाइयों की कुल संख्या नहीं दी गई है इसलिए हम केवल लागत के कंपोनेंटcomponentया कारकों को लेंगे जो लागत और कुल लागत में योगदान करने जा रहे हैं तो पहले मुख्य लागत है इस जानकारी से हमें पहली लागत की गणना करनी है और यह लागत प्रमुख लागत है और मुख्य लागत के लिए पहला घटक कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री है यह प्रत्यक्ष सामग्री है अब यहां दी गई प्रत्यक्ष सामग्री क्या है यह हमें पहले से ही दी गई है किसी समय हमें सामग्री के मूल्य की गणना करनी होगी जिनके बारे में मैं आपके साथ अन्य समस्याओं में चर्चा करुंगा लेकिन इस समस्या में प्रत्यक्ष सामग्री सीधे से हमें दी गई है और वह सामग्री कितनी है वह यह है रुपए में पूरी लागत आप यहाँ रुपये में कुल लागत लिख सकते हैं तो यह है कि यह एक लाख रुपये है यह लागत एक लाख रुपये है कुल लागत यह है रुपये में आपको कहीं ब्रैकेट में लिखना है और वह रुपये है प्रत्यक्ष सामग्री एक लाख रुपये है मुख्य लागत का दूसरा कंपोनेंट प्रत्यक्ष श्रम है और यहां प्रत्यक्ष श्रम कितना है या प्रत्यक्ष मजदूरी कुछ समय यह प्रत्यक्ष मजदूरी प्रत्यक्ष श्रम है यह हमें दिया जाता है और यह राशि कितनी है 25000 रुपये सही अब तीसरा घटक प्रत्यक्ष व्यय या आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष अन्य खर्च इसलिए प्रत्यक्ष व्यय कितने हैं वे 5000 हैं यदि आप यहाँ दी गई अन्य जानकारी को जो और कुछ नहीं है तो आप इसे प्रत्यक्ष इनपुट के रूप में कह सकते हैं हमें या तो प्रत्यक्ष सामग्री प्लांट में काम करने वाले प्रत्यक्ष श्रम और फिर प्रत्यक्ष खर्चों की आवश्यकता होती है जो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं या कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित कर रहे हैं तो अन्य या तो कारखाने के ओवरहेड्स हैं या वे प्रशासनिक ओवरहेड्स हैं या वे एक बिक्री और वितरण ओवरहेड हैं और कुछ अन्य जानकारी है जो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं है हम उस जानकारी को अनदेखा कर देंगे इसलिए ये केवल तीन जानकारियाँ हैं जो प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम और अब तक के खर्चों के बारे में हमें दी गई हैं अब हम यहां इन सब का जोड़ करेंगे और लागत की गणना करेंगे जिसे प्रमुख लागत कहते हैं तो यह प्रमुख लागत है प्रमुख लागत कितनी है अगर आप यहां देखें कि जो रुपए एक सौ तीस हज़ार है 130000 रुपये प्रमुख लागत है है ना इसलिए हमने प्रमुख लागत लागत के पहले घटक की गणना की है और हम इसे प्रमुख लागत क्यों कहते हैं क्योंकि यह 3 सीधी लागतो का परिणाम है लागत के उपघटकों और उन चीजों को सीधा कहा जाता है भी चीजें जिनके बिना आप प्रत्यक्ष रूप में जिसके बिना आप किसी भी उत्पादन करने या उत्पादन के लिए जाने के बारे में नहीं सोच सकते कोई भी निर्माण संभव नहीं है कोई भी उत्पादन इन प्रत्यक्ष खर्चों के बिना नहीं है इसलिए वे उप लागत बनाते हैं जिसे मुख्य लागत कहते हैं तो अब हमने प्रमुख लागत की गणना की है अब हम अगले भाग में जाएंगे कारखाने ओवरहेड्स के नीचे कारखाने ओवरहेड्स को जोड़ेंगे कारखाना ओवरहेड्स है और यहां रेखा अंकित कीजिए सिर्फ यह बताने के लिए कि हम यहां आगे कुछ और जमा करने जा रहे हैं इसलिए यदि आप कारखाने के ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं तो आपको उन खर्चों की उन चीज़ों का पता लगाना होगा जो माल श्रम और प्रत्यक्ष ओवरहेड्स के अलावा कारखाने में आवश्यक हैं कुछ सहायक सामग्री हैं जो कारखाने में आवश्यक हैं लेकिन वे प्रमुख सामग्री नहीं हैं वे सहायक सामग्री हैं यही कारण है कि हम उन्हें कारखाना लागत या वर्क्स लागत की गणना के लिए दूसरे चरण में शामिल करते हैं और अब हम देखेंगे कि इस दी गई जानकारी में से कि ओवरहेड्स में से कौन सी कारखाना ओवरहेड्स हैं और उन्हें किस तरह से लेना है इसलिए अब हम देखेंगे कि अगला आइटम यहाँ विद्युत शक्ति है और हम जानते हैं कि बिना विद्युत ऊर्जा कारखाना नहीं चल सकता है इसलिए निश्चित रूप से विद्युत शक्ति कारखाना ओवरहेड्स है यह संभव हो सकता है कि कार्यालय में भी विद्युत शक्ति की आवश्यकता हो लेकिन वहां हम केवल शक्ति शब्द का उपयोग करते हैं न कि विद्युत शक्ति का और यदि इसे प्रशासनिक ओवरहेड्स के रूप में लिया जाना है तो यह स्पष्ट रूप से उस समस्या में दिया जाएगा कि इस ओवरहेड को प्रशासनिक ओवरहेड माना जाए लेकिन चूंकि यहां कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और बात यहां वापस इस पर आती है कि यह विद्युत शक्ति है इसका मतलब है कि बिजली कारखाने में आवश्यक शक्ति है और यह एक अतिरिक्त ओवरहेड है तो इसका मतलब है विद्युत शक्ति इसलिए यह एक ओवरहेड है जिसे विद्युत शक्ति कहा जाता है और यहाँ विद्युत शक्तियाँ कितनी हैं इलेक्ट्रिक पावर 500 रुपये है है ना अब हम अगले भाग के साथ आगे बढ़ेंगे जोकि है प्रकाश व्यवस्था पावर अलग है और लाइटिंग अलग है और आपको जो लाइटिंग दी गई है उसमें साफ दिख रही है फैक्ट्री में लाइटिंग और ऑफ़िस में लाइटिंग है इसलिए सिर्फ फैक्ट्री लाइटिंग के लिए हमें यहां ध्यान रखना होगा और यह राशि 1500 रुपए है और अगला आइटम स्टोर कीपर मजदूरी है इसलिए अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्टोर कीपर की मजदूरी को कारखाना आइटम कैसे मानते हैं देखें कि हमारे पास दो तरह की सामग्री उपलब्ध है एक कच्चा माल है और दूसरा तैयार माल है जब हम स्टोरकीपर या स्टोर शब्द का उपयोग करते हैं तो हम संकेत देते हैं कि स्टोर में हम कच्चे माल को स्टोर करते हैं और जब यह तैयार उत्पादों के भंडारण का सवाल है तो हम उन्हें गोदाम में जमा करते हैं इसलिए यदि इस्तेमाल किया गया शब्द गोदाम है तो आप समझते हैं कि यह बिक्री और वितरण ओवरहेड है और इसे विक्री और वितरण सब कंपोनेंट्स में जोड़ा जाना है और अगर यह स्टोर कीपर की मजदूरी है तब आप इससे कच्चे माल के भंडारण के रूप में मान लेंगे जोकि कारखाने में या कारखाने के लिए चाहिए तो स्टोर कीपर की मजदूरी कितनी है 1000 रुपये फिर हमारे पास तेल और पानी है निश्चित रूप से हमें तेल और पानी कि कारखाने में आवश्यकता होती है इसलिए हमें कारखाने में तेल और पानी की आवश्यकता है और यह राशि 500 रुपये है तो यह 500 रुपये का आइटम तेल और पानी है फिर हमारे पास किराया है इसलिए हम यहां सीधे देख सकते हैं कि यह कारखाना किराया है जो हमें स्पष्ट रूप से दिया जाता है कि कारखाना किराया कितना है और यदि आप कारखाने का किराया देखते हैं तो उन्हें दो तरह के किराए दिए जाते हैं एक है कारखाना किराया दूसरा है कार्यालय का किराया तो हम यहां ध्यान में रखेंगे कि यह कारखाना किराया है और यह किराया कितना है 5000 रुपये इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आपको अगली वस्तु का पता चलता है तो हमारे पास आर और आर है जो कि मरम्मत और नवीनीकरण है तो यह मरम्मत और नवीकरण है और यदि आप मरम्मत और नवीकरण के बारे में बात करते हैं तो नंबर एक कारखाना संयंत्र है इसलिए कारखाना प्लांट आइटम हमें दिया गया है और वह आइटम जो 3500 रुपये है यह कारखाने की मरम्मत और नवीनीकरण है फिर हम अगले आइटम के बारे में बात करते हैं जो कि कैरिज आउटवार्ड है अब हम देखेंगे कि दी गई जानकारी में दो आइटम मिलेंगे कैरिज आउटवार्ड और कैरिज इनवार्ड कैरिज इनवार्ड अगर वह दी जाती है तो निश्चित रूप से यह आपकी प्रमुख लागत का एक हिस्सा है क्योंकि गाड़ी की आवक उस सामग्री पर दी जाती है जो कारखाने में आ रही है इसलिए इसका मतलब है कि उपभोग की जाने वाली सामग्री की कुल लागत प्रत्यक्ष माल की लागत होगी और परिवहन के लिए भुगतान की गई भाड़े के साथ इस तरह से आप कुल सामग्री लागत की गणना करेंगे लेकिन चूंकि इसे कैरिज आउटवार्ड की तरह दिया गया है इसका मतलब है कि भाड़े का भुगतान किया जाता है परिवहन का भुगतान उस सामग्री पर किया जाता है जो कारखाने से बाहर जा रही है और तैयार माल कारखाने से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसे बिक्री और वितरण ओवरहेड माना जाएगा यहाँ इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी बाहर जा रही है फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट रिजर्व जैसी आइटम है जोकि एक लागत पत्रक आइटम नहीं है आम तौर पर यह मद लाभ और हानि विनियोग खाता मद ट्रांसपोर्ट रिजर्व है जो हम केवल गणना करते हैं एक बार जब हम कर के बाद लाभ की गणना करते हैं और फिर हमें उस लाभ को बाँटना होगा या उस लाभ को वितरित करना होगा जिसके लिए हम लाभ और हानि विनियोग खाता तैयार करते हैं और उसमें हम को लाभ और हानि विनियोग खाते पर क्रेडिट पक्ष पर दिखाना होगा कि कुल लाभ कितना है जो क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जाएगा और डेबिट पक्ष पर यह दिखाएगा कि लाभ कैसे वितरित किया जाएगा इसलिए आप यह जान रहे होंगे कि लाभ और हानि विनियोग खाते को कैसे तैयार किया जाए इसलिए हम यहां ट्रांसपोर्ट रिजर्व पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि यह लागत से संबंधित नहीं है शेयरों खाता पुस्तकों से निकालने पर छूट हम बैलेंस शीट तैयार करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या हम बस लागत शीट पर तैयार कर रहे हैं इसलिए यह लागत पत्रक आइटम नहीं है क्योंकि शेर खाता पुस्तकों से निकालने पर छूट शेयर कैपिटल आइटमहै हम बैलेंस शीट में कहीं इसी लेंगे और अगर फर्म को नुकसान हुआ तो लाभ और हानि खाते में अब हम अगले आइटम के बारे में बात करते हैं जो कि है डिप्रेशिएशन हां डिप्रेशिएशन हम इसे ध्यान में रखेंगे और हमें यहां कारखाना मूल्यह्रास दिया गया है यह बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया कारखाना डिप्रेशिएशन है हमें दो प्रकार के डिप्रेशिएशन प्लांट डिप्रेशिएशन दिए गए हैं और दूसरा कार्यालय परिसर डिप्रेशिएशन है तो आप कारखाने के डिप्रेशिएशन को कह सकते हैं ब्रैकेट में आप इसे एक प्लांट के रूप में लिख सकते हैं या आप प्लांट के डिप्रेशिएशन को सीधे लिख सकते हैं इसलिए प्लांटकारखाने के अंतर्गत आता है इसलिए हम इसे खाते में ले जाएंगे ₹500 से उसके बाद यदि आप देखें फिर हमारे पास केवल एक और आइटम उपभोज्य भंडार है उपभोज्य भंडार छोटे प्रकार की सामग्री के साधन हैं जिनका उपयोग बहुत ही नगण्य मात्रा में किया जाता है लेकिन फिर भी इसका उपयोग किया जाता है और हमें इसे ध्यान में रखना होगा तो यह उपभोज्य भंडार या उपभोग्य वस्तुएँ हो इसलिए यदि हम उपभोग योग्य वस्तुओं को खाते में लेते हैं तो यह राशि 2500 कितनी है मुझे लगता है कि इसके बाद यदि आप शेष सभी मदों को देखते हैं प्रबंधक वेतन इसके प्रशासनिक ओवरहेड्स निदेशक की फीस प्रशासनिक ओवरहेड्स टेलीफोन शुल्क हम कार्यालय में सामान्य रूप से टेलीफोन का उपयोग करते हैं तो यह कार्यालय का है पोस्ट और टेलीग्राम कार्यालय है सेल्समैन वेतन फिर से सेलिंग एंड डिसटीब्यूशन है यात्रा खर्च सेलिंग एंड डिसटीब्यूशन विज्ञापन सेलिंग एंड डिसटीब्यूशनहै और फिर अन्य सभी चीजें तो इसका मतलब है कि वे कारखाने के लिए मुझे लगता है कि हमारे पास केवल इतनी है चीजें हैं इसलिए अब हमें क्या करना है आपको इसे पूरा करना होगा और अंत में कारखाने की लागत की गणना करनी होगी आप यहां एक लाइन डाल सकते हैं ताकि कारखाने की लागत से मुख्य लागत अलग हो जाए लेकिन अंत में जब आप कारखाने की लागत की गणना करेंगे कभी कभी इसे कारखाने की लागत के रूप में लिखा जाता है या कुछ समय यह एक वर्क्स कॉस्ट के रूप में है तो कारखाने की लागत की गणना के लिए यदि आप कारखाने की लागत की गणना करते हैं तो हमारे पास यहां एक प्रमुख लागत है जो एक आइटम है और इसमें हम इस ओवरहेड्स को जोड़ देंगे जो कारखाने के ओवरहेड हैं तो हम कारखाने की लागत या कारखाना लागत पर पहुँचेंगे तो यह कितना आता है जब आप इसे विवरण के बाहर अन्य पेपर में करते हैं और इसे यहां जोड़ते हैं तो यह कितना आसान है क्योंकि यह एक बहुत ही सरल आंकड़ा है इसलिए मैं इसे सीधे गिन रहा हूं इसलिए यह 2000 3000 है 3500 फिर यह 8500 है फिर यह 9000 12000 है और फिर अंत में यह 12000 है तो यह 14000 है और आखिरकार यह है कि आप इसे 15000 कह सकते हैं इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि यह सही नहीं है हमें यहां कुछ और जोड़ना होगा तो यह कितना काम करेगा क्योंकि यह 2 जमा 3 3 5 है फिर यह 8500 11500 12500 है फिर यह 13000 है और फिर 15000 तक हम यहां एक आइटम के बारे में सोचने से चूक गए हैं लगभग 2000 रुपये के लिए जो फिर से कारखाने के ऊपरी हिस्से या काम की लागत का हिस्सा होगा इसलिए हमें यहां यह देखना होगा कि हमारे पास कौन सा आइटम है जिससे हमने छोड़ दिया और हमने फिर से इसे फिर से जाँच लिया है हमने राशि को सीधे सामग्री प्रत्यक्ष मजदूरी प्रत्यक्ष खर्चों में ले लिया है अंत में हमने यहां प्राइम कॉस्ट में लिया है मुझे लगता है कि हम फोरमैन मजदूरी से चूक गए हैं यह आइटम फोरमैन मजदूरी के लिए छोड़ दिया गया है इसलिए इसका मतलब है कि जब हम फोरमैन मजदूरी के बारे में बात करते हैं तो फोरमैन वह व्यक्ति है जो कारखाने में काम करता है वह कारखाने के संचालन का हिस्सा है वह कारखाने के संचालन का समर्थन करता है और वह एक तकनीकी आदमी है वह कारखाने को उत्पादन प्रक्रिया का समर्थन करता है इसलिए उसकी मजदूरी को यहां शामिल किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि हमें एक आइटम लिखना है जो कि फोरमैन मजदूरी है हम भूल गए तो इसका मतलब है कि हमें इसे जोड़ना होगा और यह कितना है यह 2500 रुपये है तो अब कुल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितनी है आप इस लागत में इन ओवरहेड्स को जोड़ सकते हैं और यह कितना काम करता है अब इसे फिर से 2000 3000 3500 8500 पर गिनते हैं तो यह 9 है 12 12500 और यह 17500 है तो यह एक 17500 है यह 130000 है तो इसका मतलब है कि कुल कारखाना लागत कितना है आप यहाँ कह सकते हैं कि कुल कारखाने की लागत है हमें कुल कारखाने की लागत का पता लगाना होगा इसलिए मुझे यहाँ नीचे के हिस्से में लिखना होगा जो कि कारखाना लागत है या कुछ जब आपको इसे काम की लागत के रूप में लिखना होगा तो कारखाने की लागत कितनी है कुल लागत 147500 है इस लागत में 130 मुख्य लागत है और शेष 17500 यहां है 17500 कारखाने की लागतों की आपकी लागत है इसलिए हमें इस लागत का पता लगाना होगा मैं इसे फिर से लिख रहा हूं इसलिए इसका मतलब है हमारी कुल लागत और अगर आपको गणना करनी है कि आपको सभी प्रत्यक्ष लागतों को जोड़ना है तो आपको कारखाने के ओवरहेड्स को जोड़ना होगा और अंत में यह कारखाना लागत के रूप में 147500 हो जाएगा इसलिए इन दो लागतों की हमने अब तक गणना की है और फिर हम विवरण के साथ आगे बढ़ेंगे इसलिए मैं अगले पृष्ठ पर ले जा रहा हूं और फिर से हम विवरण पर काम शुरू रखते हैं लागत का विवरण फिर से एक ही कॉलम बना रहा हूं मोटे तौर पर हमारे पास दो कॉलम हैं लेकिन कुछ समय बाद जब इकाइयों की कुल संख्या की जानकारी हमें दी जाती है तो हम प्रति इकाई लागत की गणना के लिए एक और कॉलम बनाना है इसलिए ही है पार्टिकुलर्स फिर यह प्रति इकाई लागत है और फिर यह कुल लागत है और यह रुपये में है है ना इसलिए अब हम जारी रखेंगे हमने कारखाने की लागत की गणना की है अब हम प्रशासनिक ओवरहेड्स के साथ आगे बढ़ेंगे हम प्रशासनिक ओवरहेड जोड़ रहे हैं क्योंकि आप कारखाने में उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं लेकिन इसे बाजार में ले जाना है तो हमें कार्यालय के समर्थन की आवश्यकता है हमें कई लोगों की आवश्यकता है जो पर्दे के पीछे से समर्थन करते हैं जो कार्यालय में समर्थन करते हैं जो बिक्री और वितरण में सहायता करते हैं इसलिए उन ओवरहेड्स की भी एक लागत है हमें उनको भी लेना है इसलिए अब फिर से आप इसे लेते रह सकते हैं हमने प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष मजदूरी प्रत्यक्ष खर्च फोरमैन की मजदूरी विद्युत शक्ति प्रकाश व्यवस्था को लिया है अब पहले कार्यालय प्रकाश व्यवस्था है पहली वस्तु कार्यालय प्रकाश व्यवस्था है कार्यालय प्रकाश यहाँ कार्यालय प्रकाश कितना है अगर हम कार्यालय की रोशनी का खर्च लेते हैं तो यह केवल छोटी राशि है जो 500 रुपये सही है कार्यालयों की रोशनी का खर्च 500 रुपये है तो स्टोर कीपर की मजदूरी है जो हमने अभी ली है हमने तेल या पानी लिया है और ऑफ़िस का किराया है ऑफ़िस का किराया कितना है ऑफ़िस का किराया किराया फैक्ट्री का और ऑफ़िस का 2500 है यह ऑफ़िस का किराया है फिर हम ऑफ़िस परिसर की मरम्मत के बारे में बात करते हैं और लागत कितनी है यह केवल 500 है फिर से बड़ी राशि नहीं 500 केवल कार्यालय परिसर की मरम्मत फिर हमारे पास कैरिज आउटवार्ड है इसे नहीं लेना है स्थानांतरण को भी नहीं तो शेयर पर छूट भी नहीं है अब हमें क्या लेना है कार्यालय परिसर का डिप्रेशिएशन और डिप्रेशिएशन इसलिए कार्यालय परिसर के इस डिप्रेशिएशन की गणना के लिए हमें लेना होगा आंकड़ा और वह आंकड़ा 1250 है ना फिर कंज्यूमएबल स्टोर नहीं है हमने प्रबंधक वेतन नहीं लिया है प्रबंधक कार्यालय में काम करता है वह एक स्थायी व्हाइट कॉलरकर्मचारी है प्रबंधक वेतन है इसलिए यदि आप प्रबंधक का वेतन यहां लेते हैं तो प्रबंधक का वेतन कितना है यह है 5000 रुपए फिर निदेशक की फीस है और हम निदेशकों को कितना भुगतान कर रहे हैं निदेशकों की फीस फिर से 1250 है फिर ऑफ़िस स्टेशनरी है अगला आइटम कार्यालय स्टेशनरी है इसलिए कार्यालय स्टेशनरी कितनी है हम 500 रुपये कार्यालय स्टेशनरी ले रहे हैं और फिर टेलीफोन शुल्क कितना 125 है तो हमें पी और टी पोस्ट और टेलीग्राम लेना होगा और पोस्ट और टेलीग्राम कितना है यहाँ 250 है ऑफ़िस टेलीग्राम फिर सेल्समैन का वेतन यात्रा का खर्च विज्ञापन इनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं तो अंत में हम एक लागत पर पहुँचेंगे जिसे उत्पादन की लागत कहा जाएगा इसलिए हमारे लिए उत्पादन की लागत कितनी होगी COP हम इसे COP कहते हैं इसलिए उत्पादन की लागत कितनी है हमें गणना करनी होगी उत्पादन की लागत की इसलिए पहले से ही हमारे पास कुछ वस्तुएँ हैं कुल राशि 147500 थी जो हमारे कारखाने की लागत थी यह फ़ैक्टरी लागत थी और इसमें आपको कुछ जोड़ना होगा आपको यहाँ जोड़ना होगा कुल कार्यालय ओवरहेड्स है और इसके लिए यह 147 है इस में हम देखते हैं कि यह कितना आता है यह 3500 है यह 4750 है फिर 9750 फिर यह 10 11 11500 है तो यह 11875 है तो मुझे लगता है कि यह 11875 है तो 11875 हमें यहाँ जोड़ना है और यदि आप इसे यहाँ जोड़ते हैं तो उत्पादन की यह लागत कितनी है यह आया है यह COP है यह 159375 है इसलिए हमने इसकी गणना की है यह 159375 है तो यह 57 है फिर यह 3 है फिर यह 9 है फिर यह 5 है मुझे लगता है कि यह सही है 159375 तो यह उत्पादन की लागत है इसकी हमने अब गणना की है अब हम लागत के अगले भाग का पता लगाएंगे और लागत का अगला हिस्सा बिक्री की लागत का है है ना तो हमें अब जोड़ना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ना होगा इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है हमें अब उन वस्तुओं को लेना होगा जो हमने अब तक नहीं ली हैं वे हैं प्रत्यक्ष मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय फोरमैन इलेक्ट्रिक पावर फैक्टरी लाइटिंग ऑफिस लाइटिंग हमने स्टोर कीपरमजदूरी ली है तेल और पानी हमने ले लिया है और फिर कारखाने का किराया हमने लिया है और फिर यदि आप मरम्मत और नवीनीकरण के बारे में बात करते हैं तो कैरिज आउटवार्डपहली आइटम है यह कैरिज आउटवार्ड ओ डब्ल्यू आप लिख सकते हैं कैरिज आउटवार्डकितनी है 375 तो अन्य आइटम क्या हैं अन्य आइटम मूल्यह्रास हैं जो हमने लिए हैं कंज्यूमएबलस्टोर प्रबंधक वेतन निदेशक शुल्क कार्यालय स्टेशनरी फिर टेलीफोन शुल्क पोस्ट और टेलीग्राम सेल्स मैन वेतन अगला आइटम सेल्समैन इस मामले में 1250 हैं और अन्य वस्तुओं को अब हमें अगले भाग में ले जाना होगा और अगले भाग को हमें यहाँ पर देखना होगा हम बिक्री और वितरण ओवरहेड Selling Distribution overheads के साथ जारी रख रहे हैं इसलिए हमें अभी लेना है सेल्समैन का वेतन यात्रा व्यय सही लिया है यात्रा खर्च कितना है वे 500 हैं विज्ञापन अगर हम यहां विज्ञापन लेते हैं तो यह कितना है फिर गोदाम शुल्क हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोर और गोदाम तो गोदाम शुल्क यहाँ हैं गोदाम शुल्क कितने हैं वे 500 हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये केवल यह वस्तुएँ हैं यदि हम इसे लेते हैं तो यह कितना आता है यह 17 है या यह 1750 2250 है और पहले कितना था यह 24 और फिर 34 है और यह 37 है आप इसकी कुल राशि 3875 कह सकते हैं इसलिए आपको इसे यहां जोड़ना होगा 3875 और अगर आप देखते हैं अगर आप इसमें 3875 जोड़ते हैं तो बिक्री की लागत कितनी है इसे बिक्री लागत कहा जाता है बिक्री की लागत हमें यहां गणना करना है कि क्या हम इसे पूरा कर रहे हैं यह कुल राशि 163250 है अब आपको यहाँ एक जानकारी दी गई है कि बिक्री यहाँ कुछ अंतराल देने के बाद बिक्री डाल दे बिक्री कितनी है हमें दिया गया बिक्री आंकड़ा सीधे हमें दिया गया है 189500 लागत पत्रक बंद करें और अंतर ऑपरेटिंग लाभ है और अगर आप यहाँ देखें तो ऑपरेटिंग लाभ कितना है यह 26250 रुपये है तो इसका मतलब है कि हमने कुल लागत की गणना विभिन्न घटकों में विभाजित की है जैसे कि आपकी मुख्य लागत कारखाने की लागत उत्पादन की लागत बिक्री की लागत और अंत में ऑपरेटिंग लाभ और बिक्री मूल्य हमें दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हम इसका पता लगा सकते हैं यह 26250 ऑपरेटिंगलाभ है इसलिए इस कक्षा में हमने सीखा है कि एक बहुत ही सरल लागत पत्रक कैसे तैयार किया जाए और उत्पादन की कुल लागत और ऑपरेटिंग लाभ पर कैसे पहुंचा जाए अब इस लागत पत्रक का विश्लेषण कैसे किया जाए इस पर ध्यान देने योग्य प्रासंगिक जानकारी क्या है इस पर मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूँगा धन्यवाद